मैं इंजीनियरिंग गणित I पर व्याख्यान 6 में आपका स्वागत करता हूं और आज हम दो वेरिएबल के फ़ंक्शन की लिमिट पर चर्चा करेंगे इसलिए आज विशेष रूप से हम अब कई वेरिएबल के डिफरेंशियल कैलकुलस और फ़ंक्शन के बारे में बात करेंगे और इससे पहले कि मैं लिमिट पर बात करूं मैं यह भी चर्चा करूंगा कि कई वेरिएबल के लिए हम किस प्रकार के इन फ़ंक्शन का मतलब रखते हैं तो यहां सबसे पहले मैं आपको दो वेरिएबल के फ़ंक्शन से परिचित कराता हूं तो एक फ़ंक्शन zfxy तो यह वैसा ही है जैसा हमारे पास एक वेरिएबल का फ़ंक्शन है लेकिन वहां हम yx कीतरह विचार करते हैं तो वे केवल एक वेरिएबल के रूप में उपयोग किए जाते हैं लेकिन अब यहाँ z दो वेरिएबल पर निर्भर करता है x और y तो यह दो वेरिएबल का फ़ंक्शन है और यह दो वेरिएबल x और y का एक वास्तविक वैल्युड फ़ंक्शन है यदि xy प्लेन के प्रत्येक xyके एक निश्चित भाग के जो कि फ़ंक्शन का डोमेन कहा जाता है और वास्तविक वैल्यू z पर यदि रूल f बराबर है zfxy इस वैल्यू का निर्दिष्ट करते हैं किसी दिए गए fxy के नियम अनुसार फिर हम इस फ़ंक्शन को दो वेरिएबल का फ़ंक्शन कहते हैं तो डोमेन क्या है डोमेन मूल रूप से x y प्लेन के ऐसे बिंदुओं x y का सेट है जिसके लिए fxy परिभाषित किया गया है बिंदु x y संगत समग्र संभावित z वैल्यू का संग्रह रेंज है तो यहाँ हम x yको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और z को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल तो इस स्थिति में हम xy और z एक्सिस के कोऑर्डिनेट सिस्टम पर विचार करते है और उदाहरण के लिए x y प्लेन में यह बिंदु है xy प्लेन में इस बिंदु के कोऑर्डिनेट x और yके द्वारा दिए गए हैं इस बिंदु के समन्वय यदि हम fxy की गणना करते हैं मान लीजिए कि यहां यह एक बिंदु है इस फ़ंक्शन में इस बिंदु xy पर z एक्सिस की ऊंचाई fxyहै तो यह 3 डाइमेंशनल सिस्टम का बिंदु जिसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट है जो कि fx y है तो अब यदि हम डोमेन के बिंदु के अनुरूप इन सभी बिंदुओं को एकत्र करें तो यह सरफेस बन जाएगा तो यह 3 डाइमेंशनल प्लेन में दो वेरिएबल का फ़ंक्शन है यह एक सरफेस को दर्शाता है तो 3 डाइमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यह फ़ंक्शन z बराबर fxy सरफेस को दर्शाता है तो अब इस उदाहरण पर विचार करें z1 x2 y2 इसलिए चूंकि यह z वास्तविक है तो यहां तर्क ≥0 और इसका अर्थ यह होगा कि x2y2≤1 और इसलिए हमें डोमेन D मिलता है जिसमें सभी बिंदु शामिल हैं यहां R2 में सभी बिंदु हैं जिसका अर्थ है कि दोनों वास्तविक हैं तो xy प्लेन में जहाँ x2y2≤1 है तो xy प्लेन में फ़ंक्शन z1 x2 y2और रेंज का डोमेन एक सर्कुलर डिस्क DxyR2x2y2≤1 है अतः इस डोमेन से बिंदुओं के लिए z के संभावित वैल्यू रेंज है तो यदि आप यहाँ ध्यान दें कि x2y2≤1 यहां स्क्वेयर रूट का यह वैल्यू 0 और 1 से संबंधित होगा तो यह यहाँ रेंज है का Rz∈R0≤z≤1 तो यह इस फ़ंक्शन का ग्राफ है जो कि स्फीयर है मूल रूप से आधा स्फीयर स्फीयर कहां ऊपर का हिस्सा तो यहाँ z एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस तो यहाँ यह डोमेन जो कि सर्कुलर डिस्क x स्क्वेयर जमा y स्क्वेयर है जो 0 के बराबर या उससे कम है और इस सर्कुलर डिस्क के प्रत्येक बिंदु पर हमने z के वैल्यू की गणना की है और सरफेस को प्लॉट किया गया है तो यह दो वेरिएबल के फ़ंक्शन की ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन है अब इससे पहले कि हम लिमिट और कंटिन्यूटी भाग पर आगे बढ़ें हमें xy प्लेन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी की अवधारणा की आवश्यकता है इसलिए यदि हमारे पास दो बिंदु P और Q हैं जिनके यहां दो कोऑर्डिनेट हैं x0 y0 और x1 y1 तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है तो जिसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि अगर हम इस त्रिभुज को बनाते हैं तो यहाँ की ऊँचाई y1 y0 और यह x1 x0 होने वाली हैऔर अब यह दूरी PQ होगीx1 x02y1 y02 तो यह दूरी x1 x02y1 y02है अब हम बिंदु Px0 y0 के नेबरहुड पर भी चर्चा करेंगे इसलिए यदि xy प्लेन में एक बिंदु दिया गया है x0 y0 जिसे यहाँ P लिखा गया है फिर हम अब परिचय देंगे कि इस बिंदु P का डेल्टा नेबरहुड क्या है जिसे आमतौर पर NP या NPδ द्वारा दर्शाया जाता है तो यहाँ NP≔xyx x02y y02δ तो स्वाभाविक रूप से अब यह यहाँ फिर से खुली सर्कुलर डिस्क है जिसे यहाँ दर्शाया गया है वह बिंदु P है और यहां का रेडियस है और अब इस डिस्क के सभी बिंदु यहां इस रिलेशन को संतुष्ट करते हैं तो यह इस बिंदु P का नेबरहुड है ध्यान दें कि यह एक खुला नेबरहुड है क्योंकि सीमा शामिल नहीं है यदि हम यहाँ बराबर या इससे कम सम्मिलित करते हैं तो इस डिस्क की सीमा अर्थात् सर्कल भी यहाँ बिंदु में सम्मिलित हो जाएगा तो यह P का खुला नेबरहुड है या के साथ यह रेडियस यह नेबरहुड के लिए सबसे आम परिभाषा है लेकिन हम नेबरहुड को इस बिंदु P के चारों ओर स्क्वेयर के रूप में भी पेश कर सकते हैं जो x द्वारा दिया गया है जो x0 δ और x0δ के बीच स्थित है y भी y0 δ और y0δ केबीच स्थित है और इसे यहां स्क्वेयर द्वारा दर्शाया गया है इसके साथ ही इसका आधा भाग है और P बिंदु है तो वन वेरिएबल के एक फ़ंक्शन की लिमिट इसलिए अब हम दो वेरिएबल के फ़ंक्शन की लिमिट की अवधारणा पर बात करें पहले वन वेरिएबल के एक फ़ंक्शन की लिमिट पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से अब हम लिमिट की इस डेल्टा एप्सिलॉन परिभाषा पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कि कई वेरिएबल के फ़ंक्शन की लिमिट पर चर्चा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो यहाँ हम एक वेरिएबल मामले के लिए कहते हैं कि यह x→x0fxL यदि प्रत्येक ϵ 0 के लिए यदि प्रत्येक ϵ 0 के लिए एक δ 0 मौजूद है इस प्रकार के सभी x के लिए तो वे सभी x जो इस नेबरहुड x0 से संबंधित हैं तात्पर्य है कि fx LL तो मैं आपको यहाँ इस प्लॉट की सहायता से इस अवधारणा को समझाता हूँ तो हम एक फ़ंक्शन f के रूप में जिसका लिमिट x अप्रोचिस टू x0 L है तो यहाँ यह बिंदु x0 है यह बिंदु x0 है और फिर इसके अनुरूप यह वैल्यू L है तो यह परिभाषा जो कहती है वह यह है कि प्रत्येक के अनुरूप तो यह बहुत छोटी संख्या या कुछ भी हो सकता है तो यह एप्सिलॉन पॉसिटिव मतलब जो कि L के आस पास इस दूरी से दर्शाया गया है इसलिए प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो इस x0 के नेबरहुड में हमेशा मौजूद रहता है यदि आप नेबरहुड में कोई x लेते हैं तो यह है इसलिए यदि आप इस नेबरहुड में कोई बिंदु लेते हैं तो वैल्यू होगा या इसके वैल्यू का अंतर f और माइनस यह L से कम होगा यह यहाँ है तो मैं इसे अभी लिखता हूँ यह है तो वह अंतर से कम होगा और इस फ़ंक्शन को x के बराबर x0पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है तो बिंदु x0 पर फ़ंक्शन की लिमिट को परिभाषित करें बिंदु x0 पर फ़ंक्शन की लिमिट को शायद परिभाषित नहीं किया जा सकता है और इसलिए यहां x के बराबर x0 को बाहर रखा गया है तो दूसरे शब्दों में यदि हम इसमें अंतर कर सकते हैं तो fx Lयह अंतर यहाँ fx L है अगर हम x0 के आस पास एक छोटे से नेबरहुड पर विचार करके इस अंतर को छोटा कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि यह f इसकी लिमिट के बराबर है f f x→x0fxL तो अब हम यह उदाहरण लेते हैं कि इसकी लिमिट क्या है 3x1 क्योंकि x गोज़ टू 1 है और यह यहां स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इस मामले में लिमिट 4 है और हम साबित करेंगे अब ϵδ का उपयोग करते हुए कि यह वास्तव में इस फ़ंक्शन की लिमिट है 3x1 तो हमें क्या दिखाना है हमें यह दिखाने की जरूरत है कि किसी दिए गए के लिए एक मौजूद है तो कि x 1δहै तो यह इस 1 नेबरहुड के आसपास का नेबरहुड है यदि हम नेबरहुड से कोई बिंदु लेते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि यह 3x1 4ϵ तो इसे साबित करने के लिए हम यहाँ इस अंतर से शुरू करेंगे 3x1 43x 33x 1 तो यह मॉड्यूलस x 1 इसलिए इस नेबरहुड के सभी x संतुष्ट करते हैं कि x 1δ तो यहाँ 3 था तोसे कम 3δ और अब हमारा उद्देश्य क्या है दिए गए एप्सिलॉन से इस अंतर को कम करने के लिए है इसलिए यदि हम यहां से कम या उसके बराबर सेट करते हैं तो हमें और के बीच एक रिलेशन मिलता है दिए हुए के लिए हम अब चुन सकते हैं ऐसा कि यह अंतर से कम हो जाएगा तो रिलेशन क्या है रिलेशन 3≤ϵ है इसलिए यदि हम δ≤3चुनते हैं दिए गए के लिए यदि आप इस डेल्टा को के बराबर या कम चुनते हैं बटा 3 फिर किसी दिए गए के लिए हमारे पास यह रिलेशन है 3x1 4ϵ जो हमने अभी यहां देखा है यह अंतर से कम है इस रिलेशन की वजह से हम इस δ≤3 चयन कर सकते हैं और उसके बाद इस अंतर को से कम हो सभी के लिए x 1δ हो जाएगा हम इस स्थिति में प्लॉट देख सकते हैं तो यह उदाहरण के लिए है x 1 पर फ़ंक्शन का वैल्यू 4 है और अब आप कोई भी नेबरहुड लेते हैं इसलिए उदाहरण के लिए हमने यहां इस नेबरहुड को चुना है तो इस मामले में एक नेबरहुड में मौजूद है इसलिए आमतौर पर जब छोटा होता है तो भी छोटा होता है और जब बड़ा होता है तो हम उस बिंदु के आसपास एक बड़ा नेबरहुड बना सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए हमने इस बिंदु 4 के आसपास का एक बड़ा नेबरहुड चुना है और फिर तदनुसार यह भी बड़ा है तोये सभी x इसमें नेबरहुड इस रिलेशन को संतुष्ट करते हैं कि इस फ़ंक्शन का अंतर माइनस 4 से कम है तो लिमिट के नॉन एक्जिस्टेंस के लिए क्या होगा यदि लिमिट मौजूद नहीं है उदाहरण के लिए इस मामले में जैसे ही x गोज़ टू x0है लिमिट चाहे दाएं या बाएं L के बराबर नहीं है और क्या होगा यदि हम इस L के आसपास एक नेबरहुड प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और क्या इस x0 के आसपास नेबरहुड मौजूद है या नहीं तो उदाहरण के लिए यह नेबरहुड है लेकिन हम इस मामले में क्या देखते हैं कि x0 का कोई नेबरहुड नहीं है आप जो भी छोटा नेबरहुड लें और उसके बीच कोई x फंक्शन वैल्यू और इस लिमिट के बीच का अंतर से अधिक हो जाएगा तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि आप यहां इस नेबरहुड में कोई भी बिंदु लेते हैं और फिर f और इस L के बीच का अंतर दिए गए की तुलना में बढ़ जाएगा तो इस स्थिति में हमारे पास यह संभावना नहीं है कि किसी दिए गए के लिए x0 के पास नेबरहुड मौजूद है तो एक दिए गए स्थिति के लिए वहाँ मौजूद नहीं है जैसे कि f माइनस L अंतर से कम है जहाँ भी यह x इस से है फिर से याद करें लिमिट का एक्जिस्टेंस था कि लिमिट x गोज़ टू x नोट fL के बराबर है और इसका मतलब है L के हर नेबरहुड के लिए तो हर नेबरहुड जो N से दर्शाया जाता है L के लिए वहाँ कुछ x0 नेबरहुड मौजूद है इस तरह कि f की इस नेबरहुड L के अंतर्गत आता है जब भी x इस x0 नेबरहुड के अंतर्गत आता है x0 का नेबरहुड होता है तो दो वेरिएबल के फ़ंक्शन की लिमिट पर अब हम चर्चा करेंगे तो यह यहां सामान्य परिभाषा की कंटिन्यूएशन है तो यह x शायद दो डाइमेंशनल प्लेन में बिंदु है उदाहरण के लिए xy प्लेन में और फिर इस परिभाषा को लिमिट की परिभाषा के जनरलाइजेशन के लिए ले जाया जाएगा इसलिए उदाहरण के लिए इस मामले में हम लेते हैं z को fx y दो वेरिएबल के फ़ंक्शन के रूप में जो कि डोमेन D परिभाषित है और इस P x0 y0 को एक बिंदु D होने दें इसलिए यदि किसी दिए गए रियल नंबर एप्सिलॉन हालांकि छोटा है हम पा सकते हैं एक रियल नंबर जैसे कि प्रत्येक बिंदु x y के इस बिंदु नेबरहुड x0 y0 यह संतुष्ट करता है कि fx Lϵ फिर हम कहेंगे कि L लिमिट है कि यह fx y माइनस L एप्सिलॉन से कम है जहां भी ये x y इसके डेल्टा नेबरहुड में आते हैं x नोट y नोट के इसलिए यदि किसी दिए गए एप्सिलॉन के लिए हम ऐसा डेल्टा पा सकते हैं तो हम कहेंगे कि सेल की लिमिट है fx y फिर फ़ंक्शन को x0y0 पर परिभाषित नहीं किया जा सकता इस लिमिट के एक्जिस्टेंस के लिए और इसलिए हम इसे बाहर कर सकते हैं कि xy बराबर है x0y0 और फिर यह रियल नंबर L को फ़ंक्शन की लिमिट कहा जाता है fx y x y→x0y0 के रूप में सिंबॉलिकली हम फिर से लिखते हैं xyx0y0fx yL तो यदि आप अब इस समस्या को दो वेरिएबल के फ़ंक्शन से लेते हैं lim⁡xy00x2y2sin 1x2y2 0 हम साबित करना चाहते हैं कि इस लिमिट का उपयोग 0 है εδ अप्रोच से तो हम कैसे आगे बढ़ें अब x y≠00 के लिए क्योंकि 0 0 पर यह फ़ंक्शन परिभाषित नहीं है और हम इस अंतर पर विचार करते हैं फ़ंक्शन का अंतर जोx2y21x2y2लिमिटिंग वैल्यू 0 से कम यदि हम अभी इस अंतर से शुरू करते हैं तो यह x2y2 है क्योंकि यह पॉसिटिव और sin1x2y2का एब्सलूट वैल्यू और हम जानते हैं कि का यह वैल्यू हमेशा 1 और 1 केबीच होता है तो यह मात्रा 1 से बाउंडेड है तो यह 1 के बराबर या 1 से कम है यानी यह अंतर x2y2 के बराबर क्या उससे कम है और हम जो जानते हैं उस 0 0 बिंदु का नेबरहुड क्योंकि इस लिमिट को 0 0 तक ले जाना है तो इस0 0का नेबरहुड क्या है या बल्कि का नेबरहुड क्या है यह 022δ या x2y22 है इसलिए हम वहां इस इनइक्वालिटी का उपयोग कर सकते हैं तो x2y2 इस नेबरहुड में 2से कम है और हम दिए गए के लिए सेट करना चाहते हैं यह अंतर इस से कम है और हम ऐसी δ तलाश कर रहे हैं जिससे हम उस इनइक्वालिटी को संतुष्ट कर सकें तो यहाँ यह अंतर यदि आप इसे से कम बनाना चाहते हैं तब हम इस रिलेशन को और के बीच प्राप्त कर सकते हैं तो दिए हुए के लिएयदि आप चुनें इस तरह कि 2≤ε है तो हम लिमिट को पूरा कर चुके हैं कि यह अंतर कम है के लिए जो संतुष्ट करता है 2≤εहै तो यहां यदि किसी दिए गए के लिए यदि आप 2≤ϵ चुनते हैं तो फ़ंक्शन वैल्यू और इसके लिमिटिंग वैल्यू के बीच का अंतर इस से कम होगा तो यह यहाँ से कम होगा यदि हम x y इस नेबरहुड से लेते हैं तो इसे फिर से याद करने के लिए हमने किसी भी बिंदु पर फ़ंक्शन वैल्यू के बीच अंतर के साथ शुरुआत की है x y0 0 और इसके लिमिटिंग वैल्यू के और किसी तरह हमें इस अंतर को इस तरह से लिखना होगा कि हम इस डेल्टा असमानता का उपयोग x0 y0 के नेबरहुड से कर सकते हैं बिंदु जो 0 0 है इस मामले में और एक बार जब हम इस तक पहुंच जाते हैं तो हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह बराबर से कम के बराबर होना चाहिए क्योंकि हम यह अंतर बनाना चाहते हैं यह अंतर यहाँ फ़ंक्शन N से कम है यह लिमिटिंग वैल्यू से कम है तो इस अंतर से हम कह सकते हैं कि किसी दिए गए के लिए एक मौजूद है रिलेशन है कि 2≤εहै तो एक और उदाहरण जहां हमें यह साबित करने की आवश्यकता है कि यह xy00xyx2y20 तो इस मामले में फिर से फ़ंक्शन परिभाषित नहीं होता है जब x y0 0 इस कारण से क्योंकिx2y2 है तो यह 0 हो जाएगा लेकिन अब हम क्या साबित करेंगे कि यह लिमिट 0 है हम यहां सीधे 0 0 को सब्सीट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि यह 0 और फिर 0 जैसा होगा और ऐसा कोई एल हास्पिटल LHospital नियम नहीं है जिसे हम एक वेरिएबल के मामले में लागू कर सकते हैं हमारे पास एल हास्पिटल LHospital नियम था और जो कहता है कि डेरिवेटिव लिमिट डेरिवेटिव के रेश्यो की लिमिट के बराबर होगी लेकिन यहाँ इसलिए हम सीधे तौर पर x और y के वैल्यू को सब्सीट्यूट नहीं कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में तो हम फिर से का उपयोग करके यह साबित करेंगे कि यह लिमिट 0 है इसलिए हम इसे x y≠0 0 लेते हैं और हम पिछले उदाहरण की तरह फिर से विचार करते हैं जो कि फ़ंक्शन के बीच का अंतर xyx2y2 0है और अब तो यह xyx2 केy2 के बराबर है और अब यह पॉसिटिव है तो हमारे पास मूल रूप से xy x2y2 है और अब उद्देश्य वही है कि आप सब कुछ नेबरहुड इनिक्वालिटी के संदर्भ में लिखना चाहते हैं जो इस मामले में होगा क्योंकि हमारे पास 0 0 बिंदु x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर होगा और स्क्वेयर रूट अतः अब हम इस एक्सप्रेशन को x2y2 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यदि आप इस इनिक्वालिटी x y2 लेते हैं जो यहाँ स्क्वेयर के कारण हमेशा 0 से अधिक या बराबर होती है और फिर हमें यहाँ क्या मिलता है x2y2 2xy0 जिसका अर्थ होगा कि यह x2y22xy और फिर तो यहां आपके पास x2y2 से बड़ा है 2xy हम एब्सॉल्यूट वैल्यू ले सकते हैं अत यहाँ x2y2 पॉसिटिव है तो हमारे पास 2 है और xy इस 2 बार से अधिक है और xy से अधिक है तो इस मामले में हम इस इनइक्वालिटी का उपयोग कर सकते हैं कि x2y2 के एब्सॉल्यूट वैल्यू से अधिक है xy इस रिलेशन के बाद अब हम बदल सकते हैं बड़ी मात्रा के साथ जो है x2y2 और x2y2 से विभाजित कर सकते हैं यहाँ अब हमें x2y2 मिला और हमने इस डेल्टा के इस नेबरहुड पर फिर से विचार किया जो कि 22δ है तो हमने कहा कि 22δ कम से कम इस 0 0 नेबरहुड में और अब हम यह कहना चाहते हैं कि यह अंतर एप्सिलॉन से कम है तो हम फिर से उसी विचार का उपयोग करेंगे तो यहाँ यह से कम है या बराबर तो यह एक्सप्रेशन फ़ंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू के बीच का अंतर से कम है यदि हम चुनते हैं रिलेशन कि यह से कम या बराबर है इसलिए दिए गए के लिए यदि हम बराबर के चुनते हैं या इस से कम कुछ भी फिर फंक्शन वैल्यू और इसके लिमिटिंग वैल्यू के बीच का अंतर से कम होगा तो दिए गए के लिए जो से कम करते हैं तो फंक्शन वैल्यू और इसके लिमिटिंग वैल्यू के बीच का अंतर से कम होगा तो अब समाप्त करने के लिए इसलिए हमने मुख्य रूप से दो वेरिएबल के फ़ंक्शन पर चर्चा की है Zfx y अत यहाँ x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इसलिए वे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और यह फंक्शन वैल्यू पर निर्भर करता है और हमने यह भी देखा है कि ऐसे फ़ंक्शन xyz प्लेन में सरफेस का प्रतिनिधित्व करते हैं हमने लिमिट की परिभाषा पर चर्चा की विशेष रुप से εδ परिभाषा जो बहुत उपयोगी है किसी भी तरह दी गई संख्या L की लिमिट साबित करने के लिए इसεδ की मदद सेहम सिर्फ लिमिट को ही नहीं पा सकते बल्कि अगर हमें लिमिट के बारे में कुछ पता है तो इस ϵδ दृष्टिकोण का उपयोग यह L लिमिट है इसको वेरीफाई करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि इन दो वेरिएबल के मामले में अब हम क्या देखेंगे जब हमारे पास दो वेरिएबल के फ़ंक्शन होते हैं तो ऐसे कई भाग होते हैं जो xy प्लेन में एक विशेष बिंदु तक पहुंचते हैं और यह पूरी तरह से अलग है जो हमने एक वेरिएबल के मामले में देखा है जहां दो भाग थे एक दायीं ओर से एक बायीं ओर से और हमें लिमिट दायीं ओर से बायीं ओर से मिलती थी और फिर यदि वे दोनों बराबर हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट मौजूद है लेकिन अब इस मामले में चूंकि आप कई दिशाओं से एक विशेष बिंदु तक पहुंच सकते हैं इसलिए किसी पथ के साथ जाना संभव नहीं है क्योंकि इस लिमिटिंग प्रोसेस में असीम रूप से कई भाग शामिल हैं तो यह ई εδ अप्रोच बहुत उपयोगी है यदि एक बार हम लिमिट के बारे में कुछ पता है और उसके बाद लिमिट के इस वैल्यू को साबित करने के लिए कि यह वास्तव में लिमिट है इस्तेमाल किया जा सकता है तो अगले व्याख्यान में हम लिमिट के बारे में और विशेष रूप से लिमिट के मूल्यांकन के बारे में जानेंगे ये ऐसे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इन व्याख्यानों को तैयार करने के लिए किया है